TALG के मॉड्यूल 1 की इकाई 7 में आपका स्वागत है और यह प्रोग्राम आउटकम्स से संबंधित होने जा रहा है आंशिक रूप से हमने यूनिट 6 में इससे निपटा है यूनिट 6 में हमने सामान्य उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के प्रोग्राम आउटकम्स की पहचान की है आपको खुद को याद दिलाने की जरूरत है कि सामान्य कार्यक्रमों के प्रोग्राम आउटकम्स मान्यता प्राप्त एजेंसी द्वारा पहचाने नहीं जा रहे हैं यह एक विश्वविद्यालय या स्वायत्त संस्थान को पहचानना होगा और सभी बारह सुझाए गए संभावित आउटकम को भी हम प्रस्तावित करते हैं कि शुरू में संस्थान को सात प्रोग्राम आउटकम्स को प्राप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए क्योंकि प्रोग्राम आउटकम्स और प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स से एक पाठयक्रम डिजाइन करने में अनुभव अपेक्षाकृत नया है इसलिए लक्ष्यों को मध्यम रखा जा सकता है और हम खुद को कुछ सात तक सीमित रखते हैं और हमने उन सात आउटकम्स का प्रस्ताव रखा और इस प्रक्रिया में हमने चयनित सात के PO1 PO2 और PO3 की प्रकृति को समझा और पता लगाया कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में किस तरह की गतिविधियों को शामिल किया जा सकता है जो उनकी प्राप्ति को सुविधाजनक बना सके और अब यूनिट 7 में आने पर लक्ष्य PO4 PO5 PO6 और PO7 की प्रकृति को समझना और कुछ संभावित गतिविधियों की पहचान करना है जो उनकी प्राप्ति के लिए नेतृत्व कर सकते हैं और महत्वपूर्ण रूप से PSO लिख सकते हैं चयनित प्रोग्राम के प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स यह इस विशेष इकाई के लिए लक्ष्य है अब PO4 से शुरू करते हैं यह व्यक्तिगत और टीम वर्क से संबंधित है आउटकम स्टेटमेंट है एक व्यक्ति के रूप में और विभिन्न टीमों में एक सदस्य या नेता के रूप में और विभिन्न प्रकार की सेटिंग्स में प्रभावी रूप से कार्य करना है किसी भी संगठन या समूह की गतिविधियों में सभी गतिविधियाँ चाहे वह कार्यालय का काम हो या जैसा कि मैंने कहा कि एक संगठन में एक रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम कर रहा है चाहे वह कुछ भी हो आप जो भी कार्य करते हैं वह हमेशा एक समूह गतिविधि है और समूह को संगठन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक प्रभावी टीम के रूप में काम करना है यही कारण है कि हर किसी को एक व्यक्ति और एक टीम सदस्य के रूप में खुद को प्रशिक्षित करना चाहिए और एक टीम का सदस्य बनने के बाद एक व्यक्ति और उसकी भूमिका की पहचान करने के लिए अन्य टीम के सदस्यों के साथ व्यक्तिगत मतभेदों के बावजूद टीम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी रूप से काम करने में सक्षम होना चाहिए यह हमेशा तब होता है जब आप अपनी नौकरी बदलते हैं जिस टीम में आप जा रहे हैं वह उस टीम से बहुत अलग है जिसमें आप पहले काम कर रहे थे और किसी को भी प्रभावी होने के लिए अलग अलग लोगों के साथ काम करना सीखना होगा जिनके साथ आपके कई व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं और इस आउटकम को प्राप्त करने के लिए आप किन संभावित गतिविधियों को एक कार्यक्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं एक समूह असाइनमेंट दे सकता है जिसमें समूह निर्णय लेना बातचीत के माध्यम से काम का विभाजन शामिल है या बस कुछ भी बताए बिना एक समूह परियोजना देना है सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियाँ जिन्हें समूह की आवश्यकता होगी सह पाठयक्रम गतिविधि में आम तौर पर काम करने के लिए लोगों का एक समूह शामिल होगा और समूह शायद ई समूह भी हो सकता है आप सीधे बातचीत करने के लिए आमने सामने नहीं हैं आपके पास एक ई समूह है और केवल एक समूह बनाने के लिए कई लोगों से पूछना काफी नहीं होगा यह आकलन करने के लिए आवश्यक है कि टीम का सदस्य कितना अच्छा हो यह मापने के लिए और मूल्यांकन गणना करने के लिए रूब्रिक्स विकसित करें यदि प्रदर्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है और यह आपके पाठ्यक्रम या आपके कार्यक्रम में कुछ भी प्रभावित नहीं करता है तो लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपको एक रूब्रिक विकसित करना चाहिए आपको छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सक्षम होना चाहिए और आपको छात्र के अंतिम ग्रेड के संदर्भ में वेटेज देना चाहिए छात्रों को तकनीकी अर्ध तकनीकी और गैर तकनीकी टीमों में सदस्यों या नेताओं के रूप में अनुभव प्रदान किया जाना चाहिए तो ये संभव गतिविधियाँ हैं टीमों के सदस्य बनने पर छात्रों को कोचिंग देने की व्यवस्था करना आम तौर पर अधिकांश संस्थानों में सामाजिक विज्ञान या मनोविज्ञान में BA कार्यक्रम होता है ताकि इन विभागों के शिक्षक सभी कार्यक्रमों के सभी छात्रों को एक छोटा कोचिंग कार्यक्रम दे सकें इसलिए यदि किसी प्रकार की कोचिंग दी जाती है तो छात्रों को टीम के सदस्यों के रूप में बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना होती है अब अधिक कठिन बात PO5 नैतिकता से संबंधित है अपने स्वयं के सहित कई मूल्य प्रणालियों को समझें अपने निर्णयों के नैतिक आयामों को समझें और उनके लिए जिम्मेदारी स्वीकार करें कोई भी कहेगा कि आपके पास अपनी नैतिकता होनी चाहिए तो इससे छुटकारा पाने का एक सबसे आसान तरीका यह है कि आप या तो पेशेवर नैतिकता या नैतिकता नामक एक पाठ्यक्रम डिजाइन करें और इसे किसी अन्य विषय के रूप में समझें और इसे दें और इस PO को वास्तव में संबोधित करने का सबसे आसान तरीका है लेकिन इस PO को संबोधित करना वास्तव में कुछ कठिन है सबसे पहली बात यह है कि नैतिक सिद्धांतों के किसी भी अनुप्रयोग के लिए नैतिक स्वायत्तता की आवश्यकता व्यक्तिगत स्तर पर होती है आपको अपने निर्णयों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए उस विशेष विशेषता को प्राप्त करना बहुत आसान नहीं है नैतिक स्वायत्तता का अर्थ है आचरण और कार्रवाई के सिद्धांत स्वामित्व इसका मतलब है मैं कैसे व्यवहार करता हूं और मुझे खुद को निर्णय लेने और कार्रवाई करने के कौन से सिद्धांत हैं और कार्रवाई महत्वपूर्ण प्रतिबिंब पर आधारित होती है न कि कुछ कोड के निष्क्रिय गोद लेने पर कभी कभी हम इसे पसंद करते हैं या नहीं भले ही आप विश्वास न करें तो भी हमें कोड का पालन करना होगा यदि आप जुर्माना भारी जुर्माना नहीं लगाते हैं तो कोई भी यातायात नियम का पालन नहीं करेगा लोगों के लिए उस तरह के आंतरिक अनुशासन और नैतिक विश्वासों और दृष्टिकोणों को किसी के व्यक्तित्व के मूल में एकीकृत करना और प्रतिबद्ध कार्रवाई करने के लिए नेतृत्व करना बहुत मुश्किल है तो नैतिक स्वायत्तता वास्तव में इसका मतलब है जब आप विचार करते हैं कि किसी को नैतिक स्वायत्तता नहीं है तो उस मुद्दे को संभालने का एकमात्र तरीका जुर्माना या किसी प्रकार की सजा है छात्रों को नैतिक समस्याओं की प्रकृति को समझना चाहिए जो वे कई व्यवसायों में सामना करते हैंI PO5 को पेशेवर नैतिकता और या केस अध्ययनों पर एक समर्पित पाठ्यक्रम के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है जिसमें नैतिक मुद्दों और उनके प्रस्तावों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा इसे बहुत रोचक बनाया जा सकता है लेकिन इसे केवल एक तरह की एकल पाठ्यपुस्तक में अनुवादित नहीं किया जा सकता तो जो शिक्षक इस पाठ्यक्रम को पढ़ाता है या इन मामलों के अध्ययन को अन्य पाठ्यक्रमों में शामिल करता है उसे विशेष रूप से नैतिक दुविधाओं को प्रस्तुत करने के लिए विशेष कार्य करना होगा जो उस विशेष मामले के अध्ययन में आएगा तो इनमें से कुछ गतिविधियाँ जिन्हें आप संबोधित कर सकते हैं स्वीकृत पेशेवर अभ्यास से समाधान के विचलन की पहचान करें आप एक ऐसा मामला लेते हैं जहां समाधान स्वीकार किए गए पेशेवर अभ्यास से भटक जाता है और फिर आप चर्चा करते हैं क्या विचलन उचित है या दंडनीय है या क्या कोई नैतिक मुद्दा शामिल है नैतिक मुद्दे कैसे विचलित होते हैं इसके लिए किसी को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है व्यक्तियों के विभिन्न समूहों पर समाधान के प्रभाव को पहचानें विशेष रूप से कोई भी बड़ी परियोजना जो आपके पास होगी उसका प्रभाव अलग अलग और अलग अलग समूहों पर निर्भर करेगा कि वह कहाँ स्थित है कौन से आर्थिक समूह प्रभावित हैं प्रस्तुत केस अध्ययनों में नैतिक दुविधा को पहचानें क्षति को कम करने और समाधान को संश्लेषित करने वाले कार्यों का प्रस्ताव करें उदाहरण के लिए यह कुछ हद तक मुश्किल है केस अध्ययन के रूप में प्रस्तुत नैतिक रूप से जटिल परिस्थितियों में खिलाड़ियों पर राय बनाने के बजाय क्षति और संश्लेषण समाधान को कम करने वाले कार्यों का प्रस्ताव करें खिलाड़ियों को किसी स्थिति में आंकने के बजाय क्या हम ऐसे समाधान का संश्लेषण करने की कोशिश कर सकते हैं जो प्रमुख को संतुष्ट करता हो या कम से कम क्षति को कम करता हो यह वह जगह है जहां समझौते की आवश्यकता होती है और मुझे यकीन है कि हम सभी इस तरह के समझौतों से परिचित हैं जो लगातार राजनीतिक रूप से उन्मुख मामलों में संबोधित किए जाते हैं अब पर्यावरण और स्थिरता एक बार फिर यह एक ऐसा मुद्दा है जिससे आज हर कोई परिचित है सबसे पहले हमारी सभी मानवीय गतिविधियों के माध्यम से पर्यावरणीय क्षति होती है और उसके ऊपर जीवन शैली जो हम बना रहे हैं वह अधिक समय तक टिकाऊ नहीं है इसलिए PO6 कहता है कि सामाजिक और पर्यावरणीय संदर्भों और सतत विकास में प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक प्रथाओं के प्रभाव को समझें अब छात्र को सतत विकास की आवश्यकता को समझना चाहिए चाहे आप इसे पाठ्यक्रम के रूप में देना चाहते हैं या व्याख्यान की एक श्रृंखला है जो प्रत्येक कॉलेज तय कर सकता है छात्र को लोगों और पर्यावरण पर तकनीकी समाधान और नीतिगत निर्णयों के प्रभाव को समझना चाहिए यह केस अध्ययनों या कोर्स के हिस्से के रूप में दिया जा सकता है छात्रों को ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहिए जिससे स्थायी विकास हो सके और अब ऐसी कौन सी गतिविधियाँ हैं जो इसके लिए संभव हैं समझें कि स्थायी विकास क्या है पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर केस अध्ययन और पाठ्यक्रम और स्थिरता ऐसे औपचारिक पाठ्यक्रम मौजूद हैं तो ऐसे पाठ्यक्रम शामिल कर सकते हैं वास्तव में UGC को अनिवार्य बनाने के लिए पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर दो क्रेडिट पाठ्यक्रम की आवश्यकता है लेकिन यह स्वचालित रूप से स्थिरता के मुद्दे को जन्म नहीं देता है आपके पास स्थिरता का एक कोर्स या केस अध्ययन भी हो सकता है इसलिए कुछ पाठ्यक्रमों में केस अध्ययन शामिल किए गए जो छात्रों के ध्यान को स्थिरता के मुद्दे पर लाएंगे इसलिए यदि आप पाठ्यक्रम में एक केस अध्ययन को शामिल कर रहे हैं तो मूल्यांकन छात्र की स्थिरता या पर्यावरण पर समाधान या नीतिगत निर्णय के प्रभाव की धारणा के संदर्भ में हो सकता है तो जिस तरह से पाठ्यक्रम का डिज़ाइन और संचालन किया जाता है और साथ ही छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है उस पर PO6 प्राप्त करने के लिए प्रभाव पड़ेगा स्थिरता या पर्यावरण पर व्याख्यान की एक श्रृंखला देने का मतलब यह नहीं है कि आप PO6 प्राप्त कर चुके हैं क्या आपने छात्रों का मूल्यांकन किया है और क्या आपने छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया है क्या आपने उसकी छात्र के अंतिम ग्रेड में गिनती की थी जब तक ये तीनों गतिविधियाँ पूरी नहीं हो जातीं तब तक केवल व्याख्यान या प्रस्तुतीकरण के अध्ययन से ही इन PO की प्राप्ति नहीं होती है और अंत में PO7 स्व निर्देशित और लाइफ लोंग लर्निंग से संबंधित है स्वतंत्र और लाइफ लोंग लर्निंग में संलग्न होने की क्षमता का प्रदर्शन सामाजिक तकनीकी परिवर्तनों का व्यापक संदर्भ है अब हम इसे ट्रिपल L कहते हैं जो लाइफ लोंग लर्निंग है सीखने की एक अवधारणा है जो हमें किसी भी पेशे के जीवन और अभ्यास में निरंतर परिवर्तन से निपटने में सक्षम बनाती है क्योंकि अब हम स्वीकार करते हैं कि आप स्नातक स्तर की पढ़ाई के समय जो है ऐसा नहीं है कि आप 5 साल बाद भी वैसे ही होI आप एक अलग वातावरण और विभिन्न प्रकार की गतिविधि में काम कर रहे हैं पेशे की प्रकृति ही बदलती रहेगी तो लाइफ लोंग लर्निंग की क्षमता औपचारिक स्कूली शिक्षा के अंत से परे स्वयं की शिक्षा जारी रखने की क्षमता है यदि आप वर्तमान दिनों को देखते हैं तो रेडियो या टीवी पर विज्ञापन हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि कई संस्थान विज्ञापन दे रहे हैं कि यदि आप अपने पेशे में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप उस क्रेडिट पर आ सकते हैं जैसे कि पाठ्यक्रम में उस में प्रमाणित है इसलिए उस हद तक जब तक आप लगातार सीखने के लिए तैयार नहीं रहते हैं हो सकता है कि आप खुद के पेशे में प्रगति न कर सकें तकनीकी परिवर्तन जाहिर है पिछले सौ वर्षों में हम सभी को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि सीखना एक सतत और जीवन भर का पीछा है कोई विकल्प नहीं है केवल स्नातक स्तर पर प्राप्त ज्ञान और कौशल सेट के साथ ही लोगों के व्यवसाय में प्रगति संभव नहीं है और इस क्षमता को बढ़ावा देने के लिए आप क्या कर सकते हैं एक परियोजना की शुरुआत में आवश्यक ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण का निर्धारण करें उदाहरण के लिए कोई काल्पनिक परियोजना प्रस्तुत कर सकता है और छात्रों को एक रिपोर्ट लिखने के लिए कह सकता है और इससे पहले कि आप रिपोर्ट लिखें क्या ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण इस परियोजना को निष्पादित करने के लिए आवश्यक हैं छात्रों द्वारा पहले निर्धारित किया जा सके आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करने के लिए रणनीति विकसित करें क्योंकि इस तरह की सेल्फ लर्निंग आप एक कक्षा में नहीं बैठते हैं और व्याख्यान में भाग नहीं लेते हैं तुम कैसे करोगे आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करने के लिए आपको अपनी रणनीति विकसित करनी चाहिए कक्षा के बाहर आवश्यक ज्ञान और कौशल हासिल करें न कि कक्षा के अंदर व्यावसायिक विकास पेशेवर समाज गतिविधियों और पाठ्येतर गतिविधियों और पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लें इसमें भाग लेकर आप अपने दम पर लगातार सीख रहे हैं इसलिए 3 वर्षों के दौरान यदि आप विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हैं तो एक छात्र के लिए निरंतर सीखने अपने स्वयं के ज्ञान और कौशल को लगातार अपडेट करने और इस तरह के ज्ञान और कौशल प्राप्त करने के महत्व को महसूस करना संभव होना चाहिए हमने सात प्रोग्राम आउटकम्स पर ध्यान दिया इसे एकीकृत करना आसान नहीं है लेकिन किसी को एक ऐसा प्रयास करना चाहिए जहां पाठ्यक्रम डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण मात्रा में समय इस तरह का प्रदर्शन करना होगा कि हम वास्तव में उन सात प्रोग्राम आउटकम्स को प्राप्त कर रहे हैं अब प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स के लिए आते हैं PSOs यह दर्शाते हैं कि एक विशिष्ट कार्यक्रम से स्नातक होने के समय छात्र क्या करने में सक्षम होना चाहिए यदि आप प्राणि विज्ञान में BSc कर रहे हैं प्राणि विज्ञान में 3 साल के कार्यक्रम के अंत में आपको किस तरह के आउटकम्स प्राप्त करने चाहिए जो प्राणि विज्ञान के लिए विशिष्ट हैं क्योंकि कार्यक्रम का आपका डिजाइन इस बात पर निर्भर करेगा कि आप अपने स्नातकों के लिए किस तरह का ज्ञान और कौशल निर्धारित करते हैं क्योंकि प्राणि विज्ञान यदि आप लेते हैं तो यह एक बहुत बड़ा शिक्षण है आप उसमें से कुछ चुन रहे हैं तो आप इस PSO स्टेटमेंट के माध्यम से आप जो भी चुन रहे हैं उसे संप्रेषित करने का प्रयास कर रहे हैं वे प्रोग्राम स्पेसिफिक हैं और हम उनमें से बहुत अधिक नहीं लिखते हैं उन्हें संख्या में 2 से 4 होना चाहिए और एक अच्छी तरह से प्रलेखित प्रक्रिया के बाद परिभाषित किया जाना चाहिए यह विभाग के एक व्यक्ति या एक प्रमुख का काम नहीं है बल्कि इसे लोगों के समूह या एक समिति द्वारा किया जाना चाहिए जो विशेष रूप से इसके लिए गठित किया गया है अब सभी आउटकम स्टेटमेंट कुछ कार्रवाई क्रियाओं के साथ शुरू करना होगा यहाँ जहाँ तक PSO का संबंध है आपके पास एक या अधिक कार्रवाई क्रियाएं हो सकती हैं कई कार्रवाई क्रियाओं का उपयोग किया जा सकता है और कुछ उदाहरण हमने नीचे दिए हैं जैसे सूत्रित निर्दिष्ट कल्पना डिजाइन योजना वास्तुकार निर्माण कार्यान्वयन परीक्षण संचालन चयन इत्यादि आपको संकेतित कार्रवाई क्रियाओं तक ही सीमित नहीं रहना है आप कुछ कार्रवाई क्रियाओं को भी कर सकते हैं जो वास्तव में आपके कार्यक्रम के लिए आपके दिमाग में मौजूद हैं और कार्रवाई क्रियाओं को कार्यक्रम के विषयों से संबंधित स्पष्ट रूप से पहचाने जाने वाले ज्ञान तत्वों द्वारा पालन किया जाना चाहिए कभी कभी किसी कार्यक्रम में कोर के रूप में एक से अधिक शिक्षण होते हैं कभी कभी इसमें केवल एक ही शिक्षण होता है संबंधित कार्यक्रम का और यदि आवश्यक हो तो जिन शर्तों के तहत कार्रवाई करनी होती है तो आप न केवल एक विशेष शिक्षण से ज्ञान तत्वों के बारे में बात करते हैं आप उन परिस्थितियों के बारे में भी बात करते हैं जिनके तहत कार्रवाई करनी होती है अब प्रदर्शन का एकमात्र तरीका आपको कुछ उदाहरण देता है अब BSc प्राणी विज्ञान के PSO यह नमूना है यह कहावत नहीं है कि सभी BSc प्राणी विज्ञान कार्यक्रमों को इस तरह से चलाना होगा ये लगभग दो या तीन संकाय सदस्य समूह ने एक विशेष मामले उदाहरण में बनाए रखा है आप सहमत हो सकते हैं या आप यहां प्रस्तुत किए जाने से असहमत हो सकते हैं कोशिका जीवविज्ञान जैव रसायन विज्ञान वर्गीकरण और परिस्थिति विज्ञान की प्रकृति और बुनियादी अवधारणाओं को समझें जानवरों पौधों और रोगाणुओं के बीच संबंधों का विश्लेषण करें जैव रसायन विज्ञान जैव सूचना विज्ञान वर्गीकरण आर्थिक प्राणी शास्त्र और परिस्थिति विज्ञान के क्षेत्रों में प्रयोगशाला मानकों के अनुसार प्रक्रियाएं करें मधुमक्खीपालन मत्स्य पालन कृषि और चिकित्सा में जैविक विज्ञान के अनुप्रयोगों को समझें आपको चार से अधिक नहीं लिखना चाहिए अधिक विवरण के साथ अधिकृत करना बेहतर है जब आप वाक्य लिखते हैं तो आप वाक्य को लंबे समय तक विभिन्न विशेषणों के साथ साथ विशिष्ट ज्ञान तत्वों को समृद्ध बनाने के लिए जोड़ सकते हैं लेकिन एक PSO केवल एक वाक्य है प्रत्येक PSO एक वाक्य है और आप अधिकतम चार लिख सकते है अब इतिहास में BA भारत पर जोर देने के साथ दुनिया के समाजों और संस्कृतियों के गठन के बारे में ऐतिहासिक तथ्यों को समझें प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों के बीच भेद करें और ऐतिहासिक व्याख्याओं को समझें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समकालीन सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों का विश्लेषण करें निबंध या रिपोर्ट के रूप में अच्छी तरह से संगठित ऐतिहासिक तर्क लिखें यह इतिहास में BA के लिए PSO का एक सेट है फिर यह इस क्षेत्र के शिक्षकों या संबंधित विशेषज्ञों के लिए यह तय करना है कि यह इतिहास में BA का एक प्रकार है या इतिहास में स्नातक स्तर पर एक कार्यक्रम है जिसे आप करना चाहते हैं या आप इन बयानों में और अधिक विशिष्ट विवरण जोड़ना चाहते हैं अर्थशास्त्र में BA के लिए एक और उदाहरण अर्थशास्त्र में बुनियादी अवधारणाओं को समझें भारतीय और विश्व अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को समझें भारत में व्यापक आर्थिक नीतियों का विश्लेषण करें आर्थिक चर सकल घरेलू उत्पाद मुद्रास्फीति BOP गरीबी सांख्यिकीय और अर्थमितीय साधनों का उपयोग करके निर्धारित करें ये वे चार हैं जो अर्थशास्त्र में BA का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिखाए गए थे ये केवल उदाहरण हैं हम सभी कार्यक्रमों के उदाहरण नहीं दिखा पाएंगे और एक बार फिर हम स्नातक कार्यक्रमों के PSO के नमूनों की अधिक संख्या देने के लिए पाठ्यक्रम में एक संसाधन दस्तावेज जोड़ेंगे आप उनसे परामर्श कर सकते हैं कोई अपने स्वयं के कार्यक्रम PSO के बयानों के लिए लिख सकता है जो अभ्यास हम आपको करवाना चाहते हैं वह दो गतिविधियों का सुझाव दे जो PO4 PO5 PO6 और PO7 प्राप्त करने की सुविधा प्रदान कर सकते हैं अपने स्वयं के कार्यक्रम के 2 से 4 नमूना PSO लिखें यह कॉलेज के लिए नहीं एक व्यक्ति के रूप में है एक व्यक्ति के रूप में मैं लिख सकता हूं क्योंकि मुझे पता है कि मेरा स्नातक कार्यक्रम क्या मैं लिख सकता हूं और यदि आप प्रशिक्षक के साथ अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं तो हम आपके आभारी रहेंगे और वर्गीकरण पर निम्नलिखित इकाई में हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि सीखने के मुख्य रूप से तीन डोमेन हैं और हमारे सभी अनुभवों में सभी डोमेन से तत्व हैं और हम संशोधित ब्लूम टेक्सोनोमी की संरचना का वर्णन करते हैं और कॉग्निटिव स्तरों को समझते हैं एंडरसन ब्लूम टेक्सोनोमी की रिमेंबर और अंडरस्टैंड जैसा कि आप वाक्यों में देख सकते हैं कि यह एक ही शब्द दो बार आता है एक का उपयोग बहुत ही विशिष्ट अर्थ में किया जाता है दूसरे का उपयोग संभवत अधिक सराहनीय तरीके से किया जाता है तो यह इकाई 8 होगी और सुनने के लिए धन्यवाद